हम एक और उदाहरण लेने जा रहे हैं जो कर्वीलीनियर मोशन से संबंधित है तो कर्वीलीनियर मोशन का सबसे सरल मामला एक बिंदु के सापेक्ष घूर्णन है तो हम एक उदाहरण के साथ शुरुआत करेंगे और वहां से इस तक पहुंचने का काम करेंगे लेकिन इससे पहले मैं कर्वीलीनियर मोशन के सामान्य नियमों को प्रस्तुत करना चाहता हूं तो मान लीजिये कि O एक ओरिजिन है और एक बिंदु P है जो एक पथ पर मोशन को अनुरेखित कर रहा है यह सामान्यतः कर्वीलीनियर होता है हमने इस वस्तु के मोशन की कार्टेसियन परिभाषा को देखा इसे एक और तरीके पोजीशन वेक्टर जिसे द्वारा दर्शाया गया है एवं इस लोकल r के संबंध में एक कोआर्डिनेट सिस्टम द्वारा परिभाषित किया जा सकता है इसलिए मैं er नामक एक यूनिट वेक्टर और फिर e को परिभाषित कर सकता हूं e कण P द्वारा अनुरेखित किए जा रहे पथ के लिए लोकली टेंजेंसियल है और er कण P के अनुदिशvdrdtddt है तो आइए कुछ बहुत ही सरल परिभाषाएँ लिखते हैंr rer जहाँ r पोजीशन वेक्टर का परिमाण है तो जैसे हमने कार्टेसियन सिस्टम में किया था उसी प्रकार मैं इस कण की वेलोसिटी को इस कोआर्डिनेट सिस्टम में vdrdt के रूप में परिभाषित कर सकता हूं अब जब मैं ऐसा करता हूं तो वास्तव में आपकोvdrdtddt प्राप्त होता है इस कोआर्डिनेट सिस्टम और कार्टेसियन कोआर्डिनेट सिस्टम के बीच का अंतर यह है कि इसमें यूनिट वेक्टर er समय के संबंध में परिवर्तन के अधीन है जबकि कार्टेसियन कोआर्डिनेट सिस्टम में ex ey एवं ey समय के संबंध में अपने परिमाण और दिशा दोनों में अपरिवर्तित रहते हैं तो इस वजह से इसमें एक जटिलताdrdtrer re जुड़ जाती है यह अतिरिक्त पद इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि वेक्टर er का एक घूर्णन होता है और घूर्णन का परिमाण e द्वारा दिया जाता है इसलिए हम एक कण P का सबसे सरल मामला लेने जा रहे हैं जो एक बिंदु O के सापेक्ष एक वृत्ताकार घूर्णन को अनुरेखित करता है और यह बिंदु त्रिज्या पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है कण P को एक वृत्त पर 2 मीटर घुमाया जाता है जो केंद्र O के सापेक्ष 2 मीटर त्रिज्या है और एंग्युलर सेंस में एक्सेलरेशन 4 cos2t rads2द्वारा दिया जाता है और हमें कण की अधिकतम वेलोसिटी और पीरियोडिक मोशन का एम्पलीट्यूड ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो यहाँ आप देखेंगे कि एंग्यूलर एक्सेलरेशन में एक कोसाइन 2t प्रकार की निर्भरता होती है जिसका अर्थ है कि यह एक अधिकतम और न्यूनतम परिमाण को प्राप्त करता है और हमेशा इन दो सीमाओं के भीतर ही रहता है इसलिए यह पीरियोडिक मोशन का एक उदाहरण है तोचलिए हम इसके साथ शुरू करते हैं तो हम उस स्थिति के लिए वेलोसिटी की इस परिभाषा को सरल बनाने का प्रयास करने जा रहे हैं लेकिन ऐसा करने से पहले हमें एक्सेलरेशन को भी ज्ञात करना होगा तो एक्सेलरेशन को उसी परिभाषा द्वारा दिया जाता है जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में थी तो अगर मैं अब यह डिफ्रेंशीएशन करता हूं

इस तरह अंत में आपके पास कुछ अतिरिक्त पद होते हैं और मैं सीधे तौर पर इसे इसलिए लिखने जा रहा हूं क्योंकि इसकी गणितीय व्युत्पत्ति काफी सरल है और डायनामिक्स से संबंधित लगभग सभी पाठ्यपुस्तकों में ये होती है तोएक कण दिया गया है जो एक r कोऑर्डिनेट में गतिमान है जिसका मोशन एक r कोऑर्डिनेट सिस्टम में परिभाषित किया जा रहा है यह इस कण के कुल एक्सेलरेशन को परिभाषित करता है तो यदि r समय के साथ अपरिवर्तित है जैसा कि हमारे उदाहरण के मामले में है यदि r कांस्टेंट है rR 2 m तो होगा तो इसके सरलीकरण से एक्सेलरेशन निम्नानुसार प्राप्त होता है यह कुल लीनियर एक्सेलरेशन है तो a लीनियर एक्सेलरेशन है याद रखियेगा इसकी इकाई हैं और जो हमने दिया है वह हमारे जैसा है जिसकी इकाई हैं और दूसरे मामले में यहऔर कांस्टेंट है तो आइए हम इस उदाहरण को देखें और हल करें और इस स्थिति के लिए हम सबसे पहले उस ddt को प्राप्त करते हैं जहां बार के सापेक्ष कण की एंग्यूलर वेलोसिटी है जो वास्तव में कण P को ले जाता है अब एक सामान्य त्रुटि जो कुछ पाठ्य पुस्तकों में पाई जाती है वह यह है कि वे एक कण की एंग्यूलर वेलोसिटी को संदर्भित करते हैं एक कण नगण्य द्रव्यमान और नगण्य आकार का होता है इसमें रुपरेखा निर्धारण करने योग्य कोई कोणीय घूर्णन नहीं होता है तो इस परिप्रश्न में आप वास्तव में इस बार OP के एंग्यूलर मोशन में रुचि रखते हैं जो इसके अंतिम छोर पर कण P को वहन करती है और बार OP में एंग्यूलर एक्सेलरेशन होता है और एंग्यूलर वेलोसिटी होती है लीनियर वन डायमेंशनल मोशन के मामले की तरह ही इसमें भी कोddt द्वारा दिया जाता है तो आइए इसे शुरू करे दिया है तो मैं 4cos2t dt के टाइम इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन कांस्टेंट का योग करके प्राप्त कर सकता हूं तो जिसका अर्थ है जो समय का एक फंक्शन है निम्नानुसार दिया जाता है तो t 0 पर 0 जिसका अर्थ है कि इस विशेष इंटीग्रेशन में C शुन्य है तो हमने समय के संबंध में एंग्यूलर वेलोसिटी को 2 sin के रूप में ज्ञात किया है इसके पश्चात् ddt का अर्थ dtC1 है इसलिए जब मैं इस पद 2 sindtC1 cosC1 का इंटीग्रेशन करता हु और जैसा की हमें बताया गया है 2 cosC1 2 1C1C121 तो cos21 है यहाँ हमसे दो प्रश्न पूछे जाते है पहला पीरियोडिक मोशन का एम्प्लीट्यूड ज्ञात कीजिए इस एम्प्लीट्यूड का इस संख्या 21 से कोई लेना देना नहीं है यह समय के साथ केवल अवस्था परिवर्तन है यह एम्प्लीट्यूड एक अदृश्य संख्या है जो वास्तव में 1 है तो एम्प्लीट्यूड 1 है और इसकी इकाई रेडियंस हैं दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है वह P की अधिकतम वेलोसिटी ज्ञात करना है इसे ज्ञात करने के लिए आइए हम की परिभाषा को पुनः विचार में लाते है 2 sin के रूप में होता है जब sin का मान1 होता है का मान अधिकतम होता है जोकि t4 पर प्राप्त होता है और का अधिकतम मान 2 rads है तो सबसे पहले max2 rads है और P की लीनियर वेलोसिटी या अधिक सटीक रूप से P की लीनियर स्पीड vvRvmaxRmax 2ms4ms द्वारा दी जाती है तो आइए हम जल्दी से इसे संक्षेप में दोहराते है हमने जो सीखा वह यह है कि कर्वीलीनियर कोआर्डिनेट सिस्टम्स में एक्सेलरेशनकी तरह का एक रूप लेता है हम एक्सेलरेशन को फिर से पिछले वीडियो से संक्षेप में क्यों देख रहे हैं क्योंकि बाद में जब हम फ़ोर्स के विषय पर विचार करते हैंतो फोर्सेस या उत्पन्न एक्सेलरेशन फ़ोर्स के समानुपाती होता है इसलिए हमें एक कण के मोशन को एक्सेलरेशन के संदर्भ में समझने की जरूरत है इसे केवल वेलोसिटी के तौर पर समझना ही काफी नहीं है तो इस तरह यहाँ चार गुणित की दिशा में लीनियर एक्सेलरेशन है इसी तरह की दिशा में लीनियर एक्सेलरेशन है इस भाग को अक्सर सेंट्रिपेटल फ़ोर्स के रूप में जाना जाता है यद्यपि सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन और इस को अक्सर कोरिओलिस एक्सेलरेशन के रूप में संदर्भित किया जाता है यह तकनीकी रूप से गलत हैं लगभग अगले कुछ सप्ताह में जब हम कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स में काइनेटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे तब हम इसका उल्लेख करेंगे